लेक्चर 04 इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग IV सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है मैं आईआईटी खड़गपुर से राजाराम हूं हमारे व्याख्यान संख्या 4 में आपका स्वागत है व्याख्यान 3 में हम एक टेक्निकल ड्राइंग के बेसिक डाइमेंशंस और एक ड्राइंग शीट के लेआउट को देखने की कोशिश करते हैं और हमने बेसिक डाइमेंशंस और उनकी शब्दावली के साथ व्याख्यान 3 को समाप्त कर दिया है उसके लिए हमने बेसिक डाइमेंशंस डायमेंशन लाइन टर्मिनेशन सिंबल एरोज के संदर्भ में और एक्सटेंशन लायंस रेडियस सिंबल R के संदर्भ में और उसके डायमेंशन के के बारे में जानने की कोशिश करने के लिए एक ड्राइंग का एक उदाहरण लिया है यदि कोई डायमीटर शामिल है फाई द्वारा निरूपित है और डायमीटर यह पूरी बात है और इसका प्रतीक है अगर कोई सेंट्रल लाइंस हैं तो लॉन्ग डैश डॉट और डैश एक लॉन्ग डैश उसके बाद एक शार्ट डैश इसके बाद एक लॉन्ग डैश और इसके अलावा हमने रेफरेंस डायमेंशन का प्रतिनिधित्व करने के तरीके के बारे में सीखा इस व्याख्यान में हम टेक्निकल ड्राइंग के लिए उपयोग की जाने वाली डाइमेंशंस के बेसिक यूनिट के बारे में जानेंगे अमेरिकी अभ्यास में यह इंच के संदर्भ में होगा दशमलव इंच आंशिक इंच फुट और आंशिक इंच का उपयोग किया जाता है भारतीय मानकों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हम SI यूनिट्स या ठीक बोले तो हम मिलीमीटर का उपयोग करते हैं ड्राइंग के लिए SI या मीट्रिक यूनिटस् सटीक रूप से बोलने पर मिलीमीटर का प्रतिनिधित्व करती हैं आमतौर पर टेक्निकल ड्राइंगस् हमेशा इसमें सम्मिलित होते हैं सभी डाइमेंशंस का उल्लेख mm में होता है इस तरह के टेक्स्ट हम आम तौर पर ड्राइंग में हर जगह mm का उल्लेख किए बिना करते हैं हम बस किसी भी बेसिक यूनिट का उल्लेख किए बिना संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे कि 125 लेकिन यह प्रतिनिधित्व करना कि सभी डाइमेंशंस mm में हैं एक सामान्य अभ्यास है यदि हम मीट्रिक सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो किसी भी डायमेंशन के लिए हम अग्रणी 0 डालते हैं अगर यह इंच है तो हम नहीं डालते हैं उदाहरण के लिए मैं 050 यूनिटस् की तरह कुछ का प्रतिनिधित्व करना चाहूंगा यह अग्रणी 0 हम इसे मीट्रिक सिस्टम में दिखाते हैं अगर यह इंच है तो यह सिर्फ 50 होगा जब भी हम ड्रॉइंग शीट्स को देख रहे होते हैं अगर कुछ बेसिक डायमेंशन 5 का प्रतिनिधित्व करता है तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह इंच सिस्टम में है यदि यह 050 है तो यह एक मीट्रिक सिस्टम है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि यूनिट को प्रत्येक डायमेंशन के साथ शामिल नहीं किया जाता है ड्राइंग पर एक नोट के साथ उपयोग की जाने वाली यूनिट को निर्दिष्ट करें जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो सभी डायमेंशन mm में हैं यूनिट का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह एक प्रकार का टेम्पलेट है आइए एक प्लेन आकृति के लिए एक उदाहरण का उपयोग करके डाइमेंशंस और यूनिटस् को समझें यहाँ हमारे पास एक सीढ़ी की ड्राइंग है उदाहरण के लिए यह एक सीढ़ी है जो ड्राइंग के रूप में दी गई है इस ड्राइंग में यहाँ से यहाँ तक कि कुछ डाइमेंशंस है जो भी लंबाई हो एक लाइन के द्वारा दिखाई गई है एरोहेडस् और संख्या 525 बेसिक डाइमेंशंस में से एक है यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी है वहाँ 4 यूनिट्स द्वारा दर्शाया गया है यहाँ से यहाँ तक कि लाइन 275 है ध्यान दें हम इन डाइमेंशंस को वस्तु के बाहर दिखा रहे हैं अंदर नहीं जैसे कि हम इसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं जैसे कि यह 525 है यह एक गलत अभ्यास है आपको इस तरह वस्तु के बाहर किसी भी डायमेंशन का उल्लेख करना होगा इसी तरह यहाँ से यहाँ तक कि हम बाहर भी दिखा रहे हैं और यहाँ से यहाँ भी बाहर दिखा रहे हैं आगे ध्यान दें कि निम्नतम डायमेंशन अंदर आगे आयाम मान में वृद्धि के साथ बाहर और सबसे बड़े और बाहर उल्लेखित किए जाते हैं हम भी यहां देखें उसी तरह हम भी उस पर नजर डालें हम उस पर गौर करें तो अंदर के विवरण हम इस डाइमेंशन को भी दिखा सकते हैं क्योंकि यह न्यूनतम 10 mm लंबाई भी है जिससे हम इसे बनाए रख सकते हैं इसलिए एरोहेड्स के साथ एक अच्छी तरह से एक कंटीन्यूअस लाइन हम इसे बना सकते हैं यदि यह अंतराल कम है तो इसे अंदर दिखाना एक अनुशंसित अभ्यास नहीं है इसके बजाय हम इसे बाहर दिखाते हैं यह सबसे कम डायमेंशन 075 है अगला यहां से यहां तक है इस ऊंचाई प्रोजेक्शन ऊंचाई ऊर्ध्वाधर चीज यह 15 है यहाँ से यहाँ तक जो 25 है यह वस्तु जिसे हम देख रहे हैं एक स्टेप्ड है और डाइमेंशंस ये कंटीन्यूअस लाइनस् हैं जो कि एरोहेडस् के साथ हैं 2D ऑब्जेक्ट की तरह प्लेन ऑब्जेक्ट के बजाय यदि यह एक सिलैंडरिकल ऑब्जेक्ट है तो हम इसे देखते हैं यहां हम देख सकते हैं कि शीट पर ऑब्जेक्ट लाइनों के साथ ऐसा दिखता है बाद के व्याख्यान में हम समझेंगे कि इस तरह की चीजों का निर्माण कैसे किया जाता है वास्तव में यह पूरी वस्तु क्या दर्शाती है लेकिन इस वर्ग में हम डाइमेंशंस के बारे में जानेंगे यहां अगर हम उस 3 डाइमेंशनल परिप्रेक्ष्य को देख रहे हैं तो मूल रूप से यह एक स्टेप्स वाला सिलेंडर है और इसके बाद फिर से इस तरह के सिलैंडरिकल ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है यदि आप खराद मशीनों का उपयोग कर रहे हैं तो टर्निंग ऑपरेशन चालू करने के बाद ये स्टेप्स हैं इस तरह के टर्निंगस् या स्टेप्स का निर्माण करना काफी आसान है तो तीन सिलेंडर जुड़े हुए हैं या एक एकल मशीन ऑब्जेक्ट है जहां आपने एक रेडियस या एक डायमीटर का एक टर्निंग बनाया एक और डायमीटर और यह एक और डायमीटर है वह यदि हम 2 D के रूप में देख रहे हैं या तो इस तरफ से देख रहे हैं या शायद उस तरफ से देख रहे हैं या शायद इस तरफ से देख रहे हैं तो हम इस तरह के 2 D ऑब्जेक्ट का निर्माण करने की स्थिति में होंगे इस मामले में हम जिस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं वह इस व्यू से है जिसे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो कि यह हिस्सा यह हिस्सा है और यह हिस्सा हम इस एक के रूप में देख रहे हैं और यह हिस्सा 90 डिग्री ऑब्जेक्ट द्वारा घुमाया जाता है जिसे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक सिलैंडरिकल है यह कारण है हमारे पास ये डैश लॉन्ग डैश हैं इसके बाद एक शॉर्ट डैश है इसके बाद एक लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश और इसी तरह से है इस तरह की लाइनों को हम सेंटर लाइंस कहते हैं जब भी हम इस तरह की सेंटर लाइंस देखते हैं तो यह इंगित करता है कि शायद यह एक सिलेंडर का एक हिस्सा हो सकता है इन सिलैंडरिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो हम दिखा रहे हैं वहां एक स्टेप है इसके लिए 175 की लंबाई है इसलिए आधार के संबंध में हम इन सभी डायमेंशन को दिखा रहे हैं हमारी 2D ऑब्जेक्ट्स प्लेन ऑब्जेक्ट्स के समान हमने जिस तरह से सबसे छोटे मध्यम और सबसे लंबे डायमेंशन का पालन किया है हम इसे उस तरह से दिखाते हैं हमेशा एक कंटीन्यूअस लाइन इस एरोहेडस् के बाद समाप्त होती है अब क्योंकि यह एक सिलैंडरिकल ऑब्जेक्ट है इस दिशा में भी कुछ निश्चित आयाम जुड़े हुए हैं यह एक सिलैंडरिकल ऑब्जेक्ट है आमतौर पर डायमीटरस् बहुत मायने रखते हैं स्टेप टू स्टेप के बीच गैप दिखाने के बजाय वह गैप जो हम नहीं दिखा रहे हैं लेकिन हम जो दिखा रहे हैं वह डायमीटर क्या है उस स्टेप का डायमीटर क्या है उस स्टेप का डायमीटर क्या है यह हम दिखाना चाहेंगे तो इस वस्तु के लिए डायमीटर इस सिलैंडरिकल भाग को जो हमने पहले देखा है यह एक डायमीटर 2 यूनिट्स है तो यह वह चीज है जो हम यहां दिखा रहे हैं प्रतीक फाई डायमीटर का प्रतिनिधित्व करता है बाहर की वस्तु 3 यूनिट्स और चरम वाली यह 4 यूनिट्स हैं तो सबसे कम डायमेंशन पहले आता है फिर मध्यम और सबसे लंबा बाद में यदि हमारे पास झुकाव वाले भाग हैं तो फिर से इन कोणों को दर्शाने के लिए मानक शब्दावली का उपयोग करना होगा उदाहरण के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि यह एक 2d ऑब्जेक्ट या 3d ऑब्जेक्ट है जैसे सिलैंडरिकल ऑब्जेक्ट क्योंकि हमारे पास कोई सेंटर डेशड् लाइनस् नहीं है संभवतः यह एक प्लेनर ऑब्जेक्ट होना चाहिए यह एक है यहां इस रेफरेंस लाइन के संबंध में हम इसे 25 यूनिट के रूप में दिखा रहे हैं और यहां से यहां तक हम इसे 4 के रूप में दिखाने जा रहे हैं कोई भी इसे 4 के रूप में दिखा सकता है लेकिन इन डायमेंशन को दिखाने का मानक अभ्यास क्योंकि यह 25 वैसे भी हमें दिखाना होगा और यह उस रेफरेंस लाइन के संबंध में काफी आसान होगा हम इन यूनिट को 4 की तरह दिखा सकते हैं यह ड्राइंग को सरल बनाता है तो मानक अभ्यास इसे उस तरफ दिखाने के लिए है जो इस अन्य डायमेंशन के साथ जुड़ा हुआ है इसे दिखाने में कुछ गलत नहीं है हालाँकि यह एक मानक अभ्यास नहीं है अब हमारे पास इस लंबाई को भी परिभाषित करना है इसलिए हम यहां 1 यूनिट 100 के रूप में दिखा रहे हैं इसे हम 25 के रूप में दिखा रहे हैं कोई इसे इस तरह से भी दिखा सकता है लेकिन मानक प्रथाओं क्योंकि वैसे भी हम डाइमेंशंस में से एक दिखा रहे हैं दूसरे डायमेंशन को भी उसी दिशा में दिखाना हमेशा अच्छा होता है तो यह सही तरीके का प्रतिनिधित्व करने का सही तरीका है अब क्योंकि यह एक इंक्लाइंड कट सेक्शन है हमें एक कोण की आवश्यकता हो सकती है तो इन कोणों को दिखाने के दो तरीके हैं यदि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेटस् का सख्ती से पालन कर रहे हैं तो किसी भी एंगुलर कोऑर्डिनेट को दिखाए बिना सिर्फ संख्याओं का उपयोग करना बेहतर है अगले उदाहरण में हम देखेंगे कि हम उन कोणों का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं ये बेसिक डाइमेंशंस 25 40 और यह एक 025 इस इंक्लाइन भाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त हैं क्योंकि हम पहले से ही इस तरह से 25 दिखा रहे हैं इसलिए हमें यहाँ किसी भी डायमेंशन की आवश्यकता नहीं है इन आयामों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक कॉम्पैक्ट या मिनिमलिस्टिक तरीके से इसका पालन करना पड़ता है तो एक को आवश्यक सभी आयामों को दिखाना होगा ये अतिरिक्त जानकारी हैं अगर हम यह दिखाने जा रहे हैं कि इन प्रयासों को कम करने के लिए प्रथाओं को समझते हैं इसलिए हम इसे 40 भी दिखा सकते हैं वैसे भी हम इसे उस तरफ दिखा रहे हैं इसलिए यह बिल्कुल भी आवश्यक डायमेंशन नहीं है यहाँ हम पहले से ही 25 दिखा रहे हैं यह डायमेंशन उस तरह से आवश्यक नहीं है तो यह इस डायमेंशन का प्रतिनिधित्व करने का मिनिमलिस्टिक तरीका है उसी उदाहरण के लिए अगर मैं इंक्लाइंड कोणों का उपयोग करना चाहूंगा तो एक ही वस्तु के लिए 25 4 लेकिन हम इस ऊंचाई या लंबाई का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते हैं इसके बजाय हम जो करना चाह रहे हैं वह यह है कि इस क्षैतिज रेखा के संबंध में एक झुकाव है इसलिए हम इसे एक इंक्लाइंड कोण के रूप में दिखा रहे हैं तो हम अपने 4500 डिग्री का उल्लेख करते हुए इस कोणीय चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो यह 45 डिग्री है जब हम यह दिखा रहे हैं पहले से ही हमें पता है कि यह डायमेंशन 25 है और लाइन को 4 4 यूनिटस् के भीतर होना चाहिए इसलिए यदि हम यहां एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच रहे हैं और 25 की एक यूनिट है तो जो भी ये बचे हुए बिंदु हैं उन बिंदुओं को 45 डिग्री से जोड़ा जाना है इसका मतलब है एक बार जब मैं इस 25 डायमेंशन को यहां से एक बिंदु के रूप में पहचानता हूं तो मैं जाता हूं 45 डिग्री लाइन के साथ मेरे प्रोट्रैक्टर का उपयोग करते हुए और इसे तब रोकें जब यह ऊर्ध्वाधर रेखा इंटरसेक्ट करने वाली हो तो आप एक पतली रेखा के रूप में प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके 45 डिग्री खींचते हैं फिर इस ऊर्ध्वाधर रेखा को प्रोजेक्ट करते हैं इसलिए जहां भी यह इंटरसेक्ट करता है उस कोण को हम 45 डिग्री के रूप में दिखाने जा रहे हैं कभी कभी हमारे पास छोटे भाग होते हैं जिनका नाम चैंफर्स होता है यदि हम कोई वस्तु ले रहे हैं तो इन वस्तुओं में बहुत तेज कोने नहीं हो सकते हैं जैसे कि हमारे पास उदाहरण के लिए मैं एक टेबल का किनारा रखना चाहूंगा इन कोनों से बचने के लिए अधिमानतः बेहतर है कि उनके उद्देश्य के लिए या तो हम सेक्शंस के प्रकार का उपयोग करें जिसे हम चम्फरिंग कहते हैं हम कभी कभी गोल कोनों को भी देखते हैं जो चम्फरिंग नहीं है लेकिन हम अपने तकनीकी पाठ्यक्रम के दौरान इसके बारे में जानेंगे इसलिए जब भी हमारे पास उस तरह के छोटे कट होते हैं तो हम कहते हैं कि ये चम्फरिंग हैं उदाहरण के लिए जैसे आप सिलैंडरिकल ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं लेकिन हम इस तरह के हिस्से में सीधे ऊर्ध्वाधर कट की तरह कूद नहीं सकते हैं और इसके बजाय हम धीरे धीरे अपने मशीन टूल का उपयोग करते हैं और फिर आगे का निर्माण करते हैं तो इस तरह के कोनों को हम हमेशा देखते हैं जिसे हम चम्फरिंग कहते हैं इसलिए क्योंकि यह एक चैंफर् है हम 45 डिग्री दिखा रहे हैं उदाहरण के लिए और यह उस रेफरेंस बेस के लिए उस चैंफर् से है यह रेफरेंस बेस है तो वह कोण जिसे हम 45 डिग्री के रूप में दिखा रहे हैं क्योंकि यह एक सिलैंडरिकल ऑब्जेक्ट्स है जिसकी वजह से हमारे पास डैश डॉट लाइन है और यह चॉम्फरिंग सिर्फ 45 डिग्री पर जाना नहीं है लेकिन हमें इस प्रकार कितनी दूर जाना है हम 025 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जब भी आपके पास लंबे डाइमेंशंस उपलब्ध होते हैं हम इसे उस तरह दिखाते हैं लेकिन जब भी उस जगह में भीड़भाड़ नहीं होती है तो हम जो उपयोग करते हैं वह इस तरह का डायमेंशन है तो उस बिंदु से इस बिंदु तक इस प्रोजेक्टर की लंबाई 025 है अगर इसमें आर्क शामिल हैं तो इन डाइमेंशंस को दिखाने में सावधानी बरतनी चाहिए उदाहरण के लिए आपके पास एक कमरे का फर्श है जहां किनारे थोड़े कोने हैं क्योंकि इस तरफ सामग्री है यह कमरे की हवा है और यह कमरे की सामग्री है ये किनारे हैं इसलिए जब भी सामग्री होती है तो हम इसे इस तरह की हैश लाइनस् द्वारा दिखाते हैं यह इंगित करता है कि वहां सामग्री है और इस तरफ कोई सामग्री नहीं है उदाहरण के लिए जब आपके पास कट सेक्शन ऑब्जेक्ट है उदाहरण के लिए आइए हम एक 3D आयताकार ब्लॉक लेते हैं यह एक बॉक्स लोहे का बॉक्स ठोस ब्लॉक हो सकता है तो अंदर हर जगह सामग्री है अब मैं इसे उस ढाँचे पर टुकड़ा करना चाहता हूँ इसलिए अगर मैं इसे दो भागों में काटना चाहता हूं तो उन्हें अलग करें यह एक भाग है और दूसरा भाग यह पीछे का है हम इसे B भाग कहते हैं सामने वाला A है अगर मैं B भाग दिखाना चाहता हूं तो हम इसे इस तरह के हैश के द्वारा दिखाते हैं क्योंकि यह कुछ ऐसा है जैसे सामग्री वहां उपलब्ध है हम हैश द्वारा दिखा रहे हैं और सामग्री वहां नहीं है हम कोई हैश नहीं दिखा रहे हैं हालाँकि हमारे पास 6 यूनिटस् का एक रेडियस है और इसका रेडियस इस R प्रतीक के कारण है इसलिए जब भी ये रेडियसिस होती हैं हमें इसे उसी तरीके से दिखाना होता है यह 6 यूनिटस् हो सकती हैं यह 10 यूनिटस् हो सकती हैं जो भी यूनिटस् हो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ एक और उदाहरण है जो हमारे पास रेडियस R19 है ये होल्स शामिल हैं और शायद यह एक सिलैंडरिकल आकार में जा रहा है जो एक कारण है कि हमारे पास इस डैश डॉट तरह की लाइनें हैं जब भी इस तरह के कर्वस् होते हैं है हम इसे रेडियस द्वारा दिखाते हैं इन डाइमेंशंस के बारे में विस्तार से होना चाहिए एक को दिखाना होगा उदाहरण के लिए यहां हम एक ड्राइंग ड्रॉइंग शीट ले रहे हैं जहां एक ऑब्जेक्ट का उल्लेख किया गया है टाइटल ब्लॉक शायद सामग्री वहां मौजूद है यही कारण है कि यह हैशिंग की गई है और जटिल विवरण हम दिखाना चाहते हैं उदाहरण के लिए हम इस एक छोटे लाल वाले को देखते हैं कि एक बड़े पैमाने पर हम इसे इस ड्राइंग शीट के किनारे पर दिखा रहे हैं इसलिए हम उन जटिल डाइमेंशंस का भी उल्लेख करना चाहते हैं यही कारण है कि हम इसे अलग अलग के रूप में दिखा रहे हैं जिसमें स्पष्ट डाइमेंशनिंग के साथ यह 005 यूनिट्स का R है और जिसे हम डिटेल डाइमेंशंस कहते हैं कोई भी जटिल चीजें जो हम विशेष रूप से दिखाना चाहते हैं फिर एक अलग चीज जैसे कि इसे गोलाकार में बंद करके दिखाना और अन्य बेसिक डाइमेंशंस जो हम देख सकते हैं वह यह है क्योंकि यह एक सिलैंडरिकल ऑब्जेक्ट है इसलिए हमारे पास डायमीटर डायमेंशन की तरह है और ऐसे ही आगे तक इन डाइमेंशंस को दिखाने के लिए कुछ नियम हैं आइए हम एक ढांचे के रूप को देखें जहां L S और इसी तरह डाइमेंशंस को कुछ कंटीन्यूअस लाइन कुछ डैश डॉट लाइनें कुछ डैशड् लाइनस् दिखाई गई हैं जिसका अर्थ है एक होल है तो आकार S डाइमेंशंस का उपयोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वृत्तों के डायमीटर आर्क्स के रेडियस और आगे तक चीजों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए S को देखते हैं फिर से S S पर नजर डालते हैं ये मुख्य डाइमेंशंस हैं जिनका उपयोग किया जाता है यदि पोजीशन डाइमेंशंस के संबंध में पोजीशन डाइमेंशंस की तरह कुछ है तो L को मुख्य विशेषताओं के तहत वृत्तों के केंद्र का पता लगाएं आइए हम इस पोजीशन डाइमेंशंस L को देखें तो यह पूरा केंद्र उस L यूनिट्स पर है यह होल इस दिशा में L के स्थान पर है बेसिक डाइमेंशंस हमेशा उस सर्कल के डायमीटर या होल होते हैं जो फाई S है लंबाई S है यह लंबाई पूरी लंबाई S है यह पूरी लंबाई S और इसी तरह की चीजें हैं लेकिन जब भी मैं एक निश्चित आधार के संबंध में पोजीशन डाइमेंशन दिखाना चाहूंगा तो कुछ केंद्र हैं जो हम इसे इस तरह से दिखाएंगे और जैसा मैंने कहा हम हर बार समान डाइमेंशंस को नहीं दोहराते हैं इसलिए मिनिमलिस्टिक तरीके से इन डाइमेंशंस को दिखाना होगा कुछ नियम डायमेंशन इस तरह देते हैं जहां इसकी विशेषता आकृति दिखाई देती है तो मुख्य विशेषताओं को इन डाइमेंशंस के माध्यम से व्यक्त किया जाना है अंग्रेजी भागों को mm में दशमलव के साथ डायमेंशन दिया जाता है फ्रेक्शंस नहीं मीट्रिक भागों को दशमलव के साथ mm में डायमेंशन किया जाता है यूनिट्स को डायमेंशन संख्या से छोड़ दिया जाता है क्योंकि वे आमतौर पर मिलीमीटर में समझे जाते हैं इसलिए हमने कहा कि सभी डायमेंशन mm में हैं जो कि मानक प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं हम 10 mm लिखने के बजाय उपयोग करेंगे हमेशा ऑब्जेक्ट और डाइमेंशंस की पहली पंक्ति के बीच कम से कम 10 mm छोड़ दें आइए हम एक और उदाहरण देखें यहां हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जहां डाइमेंशंस का उल्लेख किया गया है आप बड़े वृत्तों को छोड़कर व्यू के बाहर डाइमेंशंस रखते हैं तो सभी डाइमेंशंस का उल्लेख यहां बाहर किया गया है व्यू से कम से कम 10 mm बनाए रखा जाना चाहिए इस तरह की चीज छोटे वालों के बाहर लंबे डाइमेंशंस रखें छोटे वालों के बाहर लंबे डाइमेंशंस डायमेंशन टेक्स्ट को डाइमेंशनलेस के बीच रखें यह मानक अभ्यास है आप बीच में उपयोग करें कुछ मामलों में रेखा के ऊपर डायमेंशन का उल्लेख करने की भी अनुमति है जो प्रतिनिधित्व की एक और शैली है डाइमेंशंस के अंत में एरोहेडस् का उपयोग करें एरोहेडस् का उपयोग करना है अंतिम उदाहरण के साथ इस सत्र को बंद करते हैं यहाँ मैं आपको दो चित्र दिखा रहा हूँ दो अलग अलग चित्र A और B जो प्रतिनिधित्व का सही तरीका कौन सा है आइए हम चित्र A और चित्र B को देखें चित्र A की तुलना में चित्र B प्रतिनिधित्व का गलत तरीका क्यों है आइए हम अपने चर्चा किए गए नियमों को याद करते हैं जिस नियम को यह तोड़ रहा है उस वस्तु के अंदर डाइमेंशंस को नहीं दिखाना चाहिए जो कि एक गलत चीज है और ऑब्जेक्ट से न्यूनतम 10 मिलीमीटर गैप से न्यूनतम 1 मिलीमीटर गैप का उपयोग करना है इस मामले में इनका पालन किया जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट इस स्तर में है तो ये डाइमेंशंस उस ऑब्जेक्ट से दूर हैं लेकिन यहां डाइमेंशंस ऑब्जेक्ट के भीतर हैं तो यह एक गलत प्रतिनिधित्व है इसलिए आज की कक्षा में हमने डाइमेंशंस को देखने की कोशिश की कि उनका प्रतिनिधित्व कैसे किया जाए और सिलैंडरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए और प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए भी इस डाइमेंशनिंग के लिए कुछ नियम शामिल हैं जिन्हें हमने देखने की कोशिश की अगली कक्षा में हम टॉलरेंसिस के बारे में अधिक जानेंगे और कहां हम इन टॉलरेंसिस का उपयोग करते हैं वे महत्वपूर्ण क्यों हैं